नमस्कार यह IIT कानपुर से जयंत चटर्जी है और हम प्रबंध सेवाओं के समकालीन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों में हमने सेवा प्रबंधन रणनीतियों के कई तत्वों को शामिल किया है हम आम तौर पर अक्सर रणनीतियों के इस मिश्रण पर चर्चा करने के लिए सात पी के संक्षिप्त रूप का उपयोग करते हैं सेवाओं की मार्केटिंग रणनीतियों साथ ही संचालन रणनीतियों क्योंकि जैसा कि हमने सेवाओं में चर्चा की है विपणन और संचालन अक्सर बहुत आसानी से अलग नहीं होते हैं वे काफी एकीकृत होते हैं और यही कारण है कि हमारे पास सर्विस जैसे मॉडल हैं जिनके बारे में हमने पहले चर्चा की है अब सात पी की जिस पर हमने पहले चर्चा की थी सेवा उत्पाद सेवा उत्पाद वास्तुकला जैसे तत्व एक उत्पाद के रूप में सेवा के तत्व जो हमने विस्तार से चर्चा की है हमने एक और पी की प्रक्रिया के बारे में चर्चा की है हमने एक और पी के बारे में लोगों से चर्चा की है हमने भौतिक साक्ष्य सेवा पर्यावरण के बारे में चर्चा की है हम उन सेवा सेटिंग सेवा पर्यावरण या जिसे हम अक्सर सेवा के पैमाने कहते हैं के बारे में थोड़ा और चर्चा कर सकते हैं बाद में सत्र यदि समय अनुमति देता हैI हमने पदोन्नति ग्राहक शिक्षा और कैसे वे सेवा के संदर्भ में बहुत बार एकीकृत किए जाते हैं के बारे में चर्चा की है अब हमारे पास तीन प्रमुख P के बायीं ओर जगह मूल्य और आज हम इस P नामक स्थान के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं इसलिए मूल चार P के उत्पाद प्रचार स्थान और मूल्य बहुत तंग युग्मन हैं सेवाओं में हम आज देखेंगे कि कैसे वे कपलिंग अब तरह के लचीले हैं और नए व्यापारिक मॉडल इन रणनीति तत्वों के बीच के अंतर से उभर रहे हैं इसलिए सभी व्यवसायों को ग्राहक तक पहुंचना है और इसलिए उन्हें स्पर्श बिंदु बनाने की आवश्यकता है और शुरू में इन स्पर्श बिंदुओं को स्वयं संगठनों द्वारा नियंत्रित किया गया था और बाद में इसने कई अन्य भागीदारों को शामिल किया मुख्य रूप से फैक्ट्री या जगह से वितरण संरचना बनाने में जहाँ मूल्य को उस स्थान पर पैक किया जाता है जहाँ मूल्य ग्राहक को दिया जाता है तथाकथित डिलीवरी चेन का गठन किया जाता है और इस वितरण परिवर्तन में हमेशा ध्यान केंद्रित किया जाता है लेनदेन लागत को कम करना उत्पाद की दुनिया से उधार लेने के लिए एक ग्राहक एक उपभोक्ता को विभिन्न व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों की आवश्यकता होती है विभिन्न खाद्य और पेय पदार्थों की आवश्यकता होती है विभिन्न अन्य जीवन शैली के उत्पादों की आवश्यकता होती है यदि वे सभी उत्पाद जो प्रत्येक निर्माता से व्यक्तिगत रूप से प्राप्त किए जा सकते हैं तो लेनदेन की संख्या उन कई होती है जो लेनदेन की संख्या के बराबर वस्तुओं की संख्या होती है लेकिन अगर बीच में एग्रीगेटर हैं जो लोग उपभोक्ता द्वारा वांछित इन विभिन्न तत्वों को एक साथ रखते हैं तो उपभोक्ता के पास इन सभी विभिन्न उत्पादों को प्राप्त करने के लिए एक स्पर्श बिंदु है सेवाओं में कुछ मायनों में इसलिए डिलीवरी आर्किटेक्चर को डिजाइन करने में हमेशा पहले पर ध्यान केंद्रित किया गया है हमेशा लेनदेन लागत का प्रबंधन करने और वितरण अनुसूची लागत और इतने पर रसद का प्रबंधन करने पर रहा है इसलिए किसी तरह से उत्पाद की दुनिया में यह विशेष चर्चा किसी भी अन्य अध्याय की तरह थी ये भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से सेवाएं वितरित करते थे लेकिन हम अभी यह देखेंगे कि वस्तुओं या उत्पादों के मामले में इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के साधारण जोड़ ने व्यवसाय के चरित्र में कोई बदलाव नहीं किया है आप इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर एक मोबाइल फोन खरीद सकते हैं आप एक भौतिक स्टोर के माध्यम से एक मोबाइल फोन खरीद सकते हैं इसलिए भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक चैनल लेन देन की लागत समय स्थान आदि के संबंध में लाभ पैदा कर सकते हैं लेकिन खुद फोन या टूथपेस्ट या साबुन खुद ही बिना ढंके रह जाते हैं लेकिन सेवा के मामले में हम अभी देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक चैनल के अलावा कई सेवाओं ने विघटन पैदा कर दिया है जहां कुछ पुराने व्यवसाय मॉडल गायब हो गए हैं और नए व्यापार मॉडल उभरे हैं इसलिए सेवा में हम भौतिक उत्पादों को स्थानांतरित नहीं करते हैं जाहिर है इसे कुछ सहायक आंदोलन की आवश्यकता हो सकती है लेकिन आम तौर पर हम अनुभव प्रदर्शन और समाधान चला रहे हैं जो भौतिक रूप से शिप और संग्रहीत नहीं हैं इसलिए विभिन्न प्रकार की सूचना सेवाओं को पहले आमने सामने वितरित किया गया है जैसे कि ट्रेन चलाने का समय या होटल के टैरिफ के बारे में क्वेरी या बस शेड्यूल के बारे में पूछताछ और इतने पर और फिर शायद वे टेलीफोन पर उपलब्ध थे लेकिन सूचना और संचार प्रौद्योगिकी एकीकरण और इंटरनेट की शुरूआत ने कुछ बड़े बदलावों को जन्म दिया है और हम अब यह देखेंगे कि नेट पर यह अधिक से अधिक सूचनात्मक लेन देन और भौतिक चैनल से अधिक नहीं है कि वे किस तरह से हैं यह है व्यवसाय की दुनिया को बदलें इस बिंदु पर हम यह पहचानेंगे कि वितरण सेवा वितरण के तीन परस्पर संबंधित तत्व हैं उनमें से एक सूचना या प्रचार प्रवाह है दूसरा बातचीत और लेनदेन प्रवाह है इसलिए पहला भाग ग्राहक को यह सूचित करना है कि गीत के शीर्षक या संगीत के सेट के शीर्षक या किसी फिल्म के शीर्षक या किसी विशेष पत्रिका के विवरण के बारे में क्या उपलब्ध है दूसरे चरण में हम बातचीत और लेनदेन करते हैं इसका मतलब है जहां ग्राहक उस प्रक्रिया में जाता है जिसके द्वारा वितरण के लिए पात्र हो जाता है या सेवा का उपयोग करने के अधिकार का उपयोग करता है और तीसरा हमारे पास पैकेज का वितरण सेवा उत्पाद विभिन्न रूपों में होता है अब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है अब आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आपके पास उत्पादों की संख्या है बाईं ओर आपके पास तीन उत्पाद हैं जिन्होंने एक साथ संगीत दिया है या बीच में या दाईं ओर आपके पास उत्पाद और आउटलेट हैं जो तस्वीरों वीडियो वीडियो के किराये और इतने पर प्रसंस्करण प्रदान करते हैं कई वर्षों के लिए ये उत्पाद अनुभव वितरण के तत्व थे अनुभव वितरण में मनोरंजन के लिए मंच थे और अन्य उत्पादों की तरह यह भी था आप जानते हैं कि रिकॉर्डिंग कंपनियों ने संगीत बनाया संगीत रिकॉर्ड किया और फिर उन्होंने इसे विनाइल लॉन्ग पर शुरू में दिया फिर कैसेट फिर सीडी डीवीडी और दूसरों पर लेकिन फिर उन्हें वितरण के विभिन्न चरणों के माध्यम से दुकानों खुदरा स्टोरों में भेजा जाना था और कई मायनों में वितरण श्रृंखला टूथपेस्ट के लिए वितरण श्रृंखला से अलग नहीं थी या अधिकांश उत्पादों के लिए लेकिन आइए देखें कि अब क्या हो रहा है इसलिए अखबार एक ऐसा उत्पाद था जो एक तरह से एक सेवा का भी प्रतीक था समाचार वितरण सेवा हर सुबह आपके घर पर दी जाती थी और यह हमारे जीवन का हिस्सा था लेकिन आज अधिक से अधिक समाचार पत्रों को विशेष रूप से उन लोगों तक पहुंचाया जाता है जिन्हें हम पीढ़ी वाई कहते हैं इसका मतलब है जो लोग रहे हैं जो लोग 1980 से 2000 के बीच पैदा हुए हैं तो इसका मतलब है कि जो लोग अब 15 से 25 साल के हैं वे हर समय जुड़े विभिन्न प्रकार के मोबाइल उपकरणों पर नई सेवा के लिए अखबार का सेवन करते हैं इसलिए अखबार की यह सुबह की डिलीवरी अब उनके लिए बहुत प्रासंगिक नहीं है समाचार उनके दिन के समय के अनुसार उनकी रुचि प्रोफ़ाइल के अनुसार विभिन्न हिस्सों में विभिन्न मॉड्यूल में वितरित किए जाते हैं इसलिए शाम को शायद यह मनोरंजन से जुड़ी खबरें हों सुबह यह शेयर बाजार या कुछ अन्य व्यावसायिक घटनाओं या राजनीतिक घटनाओं से संबंधित खबर हो सकती है दिन के बीच में यह सभी व्यापार और व्यवसाय से संबंधित हो सकती है तो अलग अलग तरीके हैं अब नई सेवा विभिन्न चैनलों पर वितरित की जाती है इसलिए यह उत्पाद और सेवा संलयन जैसा कि हमने इस तस्वीर में देखा है यह अब नई प्रकार की सेवाओं का ढेर पैदा कर रहा है फिल्मों के वितरण के लिए नए प्रकार के व्यवसाय मॉडल की आवश्यकता है इसलिए फिल्म सेवा जो पहले की फिल्में स्टूडियो में बनाई गई थीं और फिर वे बड़े रीलों में थीं और उन रीलों को पूरे देश में भौतिक रूप से वितरित किया गया और फिर उन्हें वितरकों द्वारा एक स्क्रीन पर पेश किया गया लोग फिल्म सभागार में आए और अनुभव किया अब फिल्में पैक की जाती हैं उन्हें स्ट्रीम किया जाता है ग्राहक के डिवाइस पर नेट पर वितरित किया जाता है टीवी हो सकता है कंप्यूटर हो सकता है एक हैंडहेल्ड टैबलेट हो सकता है एक स्मार्ट फोन हो सकता है तो उत्पाद कहां है सेवा कहाँ है क्या मिल रहा है किसी तरह से डिलीवरी उत्पाद बन जाती है क्योंकि कभी कभी ये उत्पाद लगातार आपके कानों में हर समय स्ट्रीमिंग संगीत की तरह दिए जाते हैं तो अपनी जेब में उपकरणों का उपयोग करें संगीत प्रवाहित है और आप पूरे दिन सेवा प्रवाह में हैं आप पूरे दिन कई युवाओं को संगीत के साथ अपने कानों में प्लग करते हुए देखेंगे रेडियो टेलीविज़न जैसी सेवाएँ भी परिभाषित वितरण स्तर पर थीं परिभाषित वितरण परिवर्तन अब अत्यधिक विनाशकारी और नए व्यापार मॉडल हो रहे हैं तो आपके सामने आपके कुछ नाम Netflix Spotify भानुमती हैं उनमें से कुछ आपके देश में अभी तक उपलब्ध नहीं हो सकते हैं आप में से कुछ की सभी सेवाओं तक पहुंच हो सकती है लेकिन मैं आपको इन सेवाओं पर गौर करना चाहता हूं उनके बारे में खोज करना उनके बारे में Google के माध्यम से पढ़ना उनके विभिन्न लेख उपलब्ध होंगे और आप इस सेवाओं की वेबसाइट पर जा सकेंगे और यह समझने की कोशिश करें कि डिलीवरी तंत्र क्या है जो कुछ अद्वितीय मूल्य प्रस्ताव बना रहा है कुछ अद्वितीय मॉडल जो 10 साल पहले संभव नहीं होगा और निश्चित रूप से उदाहरण के लिए यह बहुत ही व्याख्यान आपको YouTube पर दिया गया है जिसे आप कभी भी कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं कई अलग अलग प्रकार के उपकरणों पर पुराने मॉडल को पूरी तरह से बाधित कर सकते हैं जहां मैं एक संस्थान विश्वविद्यालय या IIT जैसी संस्था में होगा वहाँ कक्षा के लिए एक ईंट और मोर्टार संरचना होगी वहाँ टेबल और कुर्सियाँ होंगी जहाँ आप एक दर्शक के रूप में होंगे हम समय और स्थान के एक ही फ्रेम में होंगे और यह बातचीत उसी सेवा में होगी अब पहले एक कक्षा में दिया गया हो सकता है कि मैं इसे २०० ३०० प्रतिभागियों तक पहुँचा सकूँ अब इस कोर्स में हम कई 1000 प्रतिभागी हैं वे अलग अलग वातावरण में अलग अलग समय पर अतुल्यकालिक रूप से अलग अलग समय पर बातचीत कर रहे हैं और डिलीवरी तंत्र के आधार पर एक पूरी तरह की नई सेवा का जन्म हो रहा है जो कि लेन देन की लागत का मौद्रिक रूप से और साथ ही साथ कई गैर से बाहर कर देता है मौद्रिक लागत जैसे समय प्रयास और इसी तरह तो पहले पारंपरिक सेवाओं प्रकाश का कहना है डीएचएल या संघीय एक्सप्रेस या हमारी गति पोस्ट पारंपरिक सेवाओं का कहना है कि स्टार रुपये कॉफी कैफे डे या दूसरों को अपनी वितरण श्रृंखला का विस्तार करने में सालों लग गए उन्हें एक शहर से दूसरे शहर में जाना पड़ता है एक देश से दूसरे देश लेकिन अब दुनिया भर में इस व्यापक वितरण की संभावना ने नए सेवा व्यवसाय मॉडल तैयार किए हैं तो चलिए कुछ दिलचस्प बिजनेस मॉडल बदलावों पर नज़र डालते हैं उदाहरण के लिए IP पर इस आवाज़ को लें इंटरनेट प्रोटोकॉल पर आवाज़ जो कुछ साल पहले तक थी विश्वसनीय उपभोक्ताओं द्वारा व्यक्तिगत संचार कम लागत वाली व्यक्तिगत के लिए इस्तेमाल नहीं की गई थी दोस्तों और इतने पर परिवार के सदस्यों के बीच संचार आज स्काइप जैसी सेवाओं या बहुत महत्वपूर्ण बैठकों के लिए व्यावसायिक सम्मेलनों के लिए उपयोग किया जाता है यहां तक कि अक्सर बहुत ही कट्टर लेनदेन के लिए व्यापार सौदों का निर्धारण और इसी तरह उपयोग किया जाता हैI इसलिए ये प्रौद्योगिकियां और उन सूचनाओं और संचार प्रौद्योगिकी संलयन से प्राप्त व्यावसायिक मॉडल बहुत तेजी से नए आकार लेते हुए परिपक्व हो रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि यह अमेरिकी संगीत उद्योग द्वारा प्रकाशित ग्राफ़ का एक बहुत अच्छा ग्राफ़ सेट है जो दर्शाता है कि उदाहरण के लिए यह कहना है कि विनाइल रिकॉर्ड और कौन सा संगीत प्रकाशित हुआ था और यह 70 के दशक के उत्तरार्ध में चरम पर पहुंच गया 1973 से 1988 तक जीवित रहा कैसेट के बारे में आया था और 1979 के आसपास कहीं भी इस विनाइल रिकॉर्ड के रूप में उसी समय के आसपास उठाया गया था लेकिन लगभग 2000 तक जीवित रहा इसलिए लगभग 20 वर्षों या उससे अधिक सीडी फिर से लगभग 10 वर्षों तक जीवित रहता है लेकिन डिजिटल संगीत जो अब अक्सर किसी भी भौतिक मंच की जरूरत नहीं है जैसे कैसेट या सीडी कहीं नेट पर उपलब्ध है कभी भी बदलते हुए टैप पर उपलब्ध है इतनी तेजी से कि यह जीवन चक्र है इसका मतलब यह है कि इसमें कितने साल बचेंगे यह वर्तमान रूप है जिसे हम नहीं जानते हैं यह वास्तव में अगले साल तक काफी बदल सकता है यह समझने के लिए कि यह कैसे होता है हम उत्पाद सेवा उत्पाद वास्तुकला के लिए अपने पुराने मॉडल पर वापस जा सकते हैं यह है सेवा फूल मॉडल इसलिए जैसा कि आप ऊपर देखते हैं कि हमारे पास सूचना प्रसंस्करण के रूप में जाना जाता है यह हमारी पाठ्यपुस्तक के 5वें अध्याय से लिया गया है जो इस सेवा वितरण से संबंधित है इसलिए वहाँ भौतिक प्रक्रियाएँ और उनकी जानकारी प्रक्रियाएँ थीं तो जाहिर है कि ये सूचनाएँ बिलिंग या भुगतान या प्रारंभिक पूर्व खरीद की जानकारी जैसी प्रक्रियाएं हैं इनसे परामर्श भौतिक इंटरफेस के मिश्रण के माध्यम से किया गया था इसलिए वितरण चैनल भौतिक था और कुछ मामलों में जहां टेलीफोन आदि का उपयोग किया जाता था लेकिन आज मैंने कुछ को छोड़कर एक होटल का उदाहरण लिया है आप होटल में अपने भौतिक प्रवास को जानते हैं जो अभी भी मुख्य है जो गतिविधियों का एक भौतिक समूह बना हुआ है लेकिन अधिकांश अन्य सेवा तत्वों का वितरण यह होटल के बारे में जानकारी होना चाहिए क्या यह परामर्श करना है कि किस होटल को चुनना है इस तरह की बिस्तर के संबंध में वरीयताओं के साथ होटल बुकिंग की पुष्टि करें आप उस तरह का कमरा चाहते हैं आदि और अन्य पक्ष इन सभी भुगतान बिलिंग अब एक आभासी हैं इसलिए मुख्य सेवा कुछ अपवाद बनी हुई है जैसे आपके होटल में ठहरने आदि के अलावा कुछ स्थानीय सामग्रियों को सुरक्षित रखना या खरीदना जो अभी भी भौतिक वितरण श्रृंखला के साथ कुछ इंटरफ़ेस हो सकते हैं लेकिन अधिकांश अन्य सेवा तत्व अब नेट के माध्यम से वितरित किए जाते हैं इसलिए इससे पहले कि हम ई सेवाओं के पूरे मुद्दे इंटरनेट पर वितरित सेवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के व्यापार मॉडल वितरण चैनल वितरण मीडिया और सेवा के प्रकार और सेवा या वृद्धि की विशेषताओं के बीच अन्तरक्रियाशीलता सेवा मूल्य के बारे में अधिक विस्तार से चर्चा करें आइए हम विभिन्न प्रकार के सेवा वितरण शास्त्रीय विकल्पों को देखें इसलिए हमारे पास ऐसी सेवाएँ हैं जहाँ ग्राहक सेवा संगठन में जाते हैं और वे दो प्रकार की एकल साइट और एकाधिक साइट हैं इसलिए ग्राहक हेयर सैलून में मूवी थियेटर की तरह सेवा संगठन में जाता है कई साइटें बस सेवा ट्रेन सेवा फास्ट फूड चेन हो सकती हैं जहां ग्राहक एक ही सेवा का उपभोग करने के लिए कई साइटों पर जा सकते हैं सेवा संगठन ग्राहक के लिए आ सकते हैं उदाहरण के लिए यह आपके घर या कार वॉश की पेंटिंग आपके दरवाजे पर हो सकता है यह सेवा से कई साइट डिलीवरी हो सकती है जैसे कई ग्राहक जैसे मेल डिलीवरी या बैंक शाखा नेटवर्क और इतने पर कभी कभी ग्राहक और सेवा संगठन आपके घर की पेंटिंग या आपके मेल की डिलीवरी के मामले में किसी भी भौतिक वितरण के बिना दूरस्थ रूप से लेनदेन कर सकते हैं लेकिन इसलिए इनमें एकल साइट क्रेडिट कार्ड एकल लेनदेन या एक स्थानीय एफएम रेडियो स्टेशन या स्थानीय टीवी स्टेशन शामिल हैं इसलिए पारंपरिक सेवाओं में या यहां तक कि इन संकर सेवाओं में अभी भी ग्राहकों की चैनल प्राथमिकताओं ने सेवा के वितरण वास्तुकला को निर्धारित किया है इसलिए जटिल और उच्च जोखिम वाली सेवाओं के लिए भौतिक व्यक्तिगत वितरण को प्राथमिकता दी गई थी और उदाहरण के लिए चिकित्सा परामर्श प्रबंधन परामर्श जैसे मामले अभी भी हो सकते हैं लेकिन हम अगले सत्र में देखेंगे कि कैसे भी कुछ बहुत नए मॉडल उभर रहे हैं और कभी कभी सामाजिक जरूरतों वाले ग्राहकों सामाजिक उद्देश्यों जैसे वरिष्ठ नागरिकों को दिन के दौरान कुछ लाभकारी व्यवसाय की आवश्यकता होती है वे व्यक्तिगत वितरण चैनलों को प्राथमिकता देते थे लेकिन पूरी सुविधा सुविधा सुविधा के लिए डिलीवरी चैनल आर्किटेक्चर तय करने का मंत्र है और लेन देन लागत को कम या कम करना जो मौद्रिक लागत के साथ साथ गैर मौद्रिक लागत जैसे समय सहजता आदि हो सकती है और हां इसलिए इस शारीरिक वितरण के साथ सामान्य डिलीवरी चेन डिजाइनिंग तंत्र और बाधाओं के साथ आया हम अगले सत्र में देखेंगे जब हम साइबर सेवाओं या ई सेवाओं के बारे में चर्चा करते हैं तो इनमें से कितने संक्षिप्त हैं नई जटिलताएं हैं और इनसे कैसे निपटा जा रहा है